नमस्ते दो चरण प्रवाह और गर्मी हस्तांतरण पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है हम पहले व्याख्यान में दो चरण प्रवाह परिचय पर अध्ययन करेंगे मैं डॉक्टर अरूप कुमार दास हूं मैं इस पाठ्यक्रम के माध्यम से आपको प्रस्तुत करूंगा मेरे साथ मेरे शिक्षण सहायक श्री प्रमोद कुमार जी हैं यदि आवश्यक हो तो आप इस पाठ्यक्रम के दौरान हम दोनों से संपर्क कर सकते हैं ठीक है पहले मैं आपको पाठ्यक्रम दिखा रहा हूं कि हम इस पाठ्यक्रम में क्या शामिल करेंगे जैसे तुम्हें पता है कि इस पाठ्यक्रम में 4 सप्ताह होंगे और प्रत्येक सप्ताह हमारे पास 5 मॉड्यूल होंगे इसलिए हमने इसका वर्णन यहां पर 20 व्याख्यानों में पाठ्यक्रम को विभाजित किया है इसलिए पहले सप्ताह में हम आपको दो चरण प्रवाह का संक्षिप्त परिचय देंगे दूसरे मॉड्यूल में दो चरण प्रवाह में उपलब्ध विभिन्न प्रवाह प्रवृत्ति के बारे में चर्चा करेंगे पहले सप्ताह के तीसरे मॉड्यूल में हम संभव सबसे आसान मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे जिसे कहा जाता है सजातीय मॉडल फिर हम ड्रिफ्ट फ्लक्स मॉडल के लिए जाएंगे जहां हम विचार करेंगे स्लिप चरणों के बीच क्या होता है और इस सप्ताह के अंत में हम यह पता लगाएंगे कि कैसे पृथक प्रवाह यहाँ पर दो चरण प्रवाह मॉडल कर सकता है इस सप्ताह के अंत में हमें मिल जाएगा 1 असाइनमेंट ठीक है मुख्य रूप से यह असाइनमेंट MCQ प्रकार का होगा दूसरे सप्ताह में हम अलग अलग कई प्रवृत्ति पर चर्चा करेंगे उदाहरण के लिए होगा डिस्पर्स प्रवाह से शुरू होकर स्लग प्रवाह कुंडलाकार प्रवाह और हम व्याख्यान 1 में छोटी बूंद कुंडलाकार और स्तरीकृत प्रवाह के बारे में चर्चा करेंगे इस सप्ताह के अंत में हम यह भी समझेंगे कि कैसे प्रयोगात्मक वॉइड अंश को मापें दूसरे सप्ताह के अंत में पहले सप्ताह की तरह एक असाइनमेंट होगा और तीसरे सप्ताह में हम सिग्नल एनालिसिस के साथ शुरू करेंगे मुख्य रूप से हम यहां सिग्नल एनालिसिस करके जो कुछ भी हमें वहां से मिला है उसके लिए वाइड अंश की माप प्रवाह प्रवृत्ति को समझने की कोशिश करेंगे इसके अलावा मैं आपको अलग से इस सप्ताह में न्यूमेरिकल मॉडल भी दिखाऊंगा हम 2 द्रव संतुलन पॉपुलेशन संतुलन मॉडल के साथ शुरू करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से द्रव की मात्रा का उपयोग करके इंटरफ़ेस को नज़र रखा जाता है और हम कुछ उन्नत तरीके जैसे लेटिस बोल्ट्जमैन स्मूथ कण हाइड्रोडायनामिक्स और आणविक गतिशीलता सीखेंगे ठीक है तो तीसरे सप्ताह के अंत में भी 1 असाइनमेंट का सेट मिल जाएगा और अंतिम सप्ताह में हम कुछ विशिष्ट मामलों को देखेंगे जैसे कि उबलती गर्मी हस्तांतरण तो चरण परिवर्तन सिर्फ 1 संक्षेपण को रिवर्स करने के लिए किया जाएगा इस व्याख्यान के अंत में हम ठोस तरल प्रवाह और गैस तरल गैस ठोस प्रवाह देखेंगे और चौथे सप्ताह के अंत में भी हमारे पास असाइनमेंट्स का एक सेट होगा और अंत में 1 सेमेस्टर परीक्षा होगी तो कुछ सुझाए गए पुस्तक हम कुछ पुस्तकों के रूप में पाठ्य पुस्तक SM Ghiaasiaan CE Brennen Thome Collier Wallis इन पुस्तकों को आप यदि आवश्यक हो तो अनुसरण कर सकते हैं कुछ संबंधित पत्रिकाएँ जहाँ आपको दो चरण प्रवाह और नवाचारों के व्याख्यान मिलेंगे दो चरण प्रवाह के रूप में प्रकाशित हुए है मैं जल्दी से पहले व्याख्यान की रूपरेखा पर आता हूं इसलिए इस व्याख्यान में हम दो चरण प्रवाह के लक्षित क्षेत्रों के बारे में जानेंगे साथ ही हम सीखेंगे कि दो चरण प्रवाह के दैनिक जीवन और औद्योगिक अनुप्रयोग क्या हैं और इस व्याख्यान के अंत में भविष्य के पाठ्यक्रम में दो चरण प्रवाह में उपयोग की जाने वाली विभिन्न शब्दावली के बारे में सीखेंगे और दो चरण प्रवाह और गर्मी हस्तांतरण के लिए कई उपयोगी सूचनाएं तो शुरू करने के लिए आइए समझते हैं कि वास्तविक दुनिया में अलग अलग चरण क्या हैं हम ठोस चरण तरल चरण और गैसीय चरण का पता लगा सकते हैं हम जानते हैं कि आणविक संरचनाएं इन सभी चरणों की समान नहीं हैं In case of solid phase we are having closely packed and in case of gaseous phase this is loosely packed and liquid is somewhere in between Now if you are having association of 2 different substances or phases or 2 different components we will be calling that one as Two Phase Flow अब समय और स्थान भिन्न इंटरफ़ेस को तोड़ना और बनाना दो चरण प्रवाह की सामान्य विशेषता है यहाँ मैंने आपको अच्छी तरह से अलग प्रवाह दिखाया है आप पानी में एक मिट्टी का तेल देख सकते हैं नीले रंग की चीज केरोसिन है और हमारे आस पास सफेद रंग का तरल पदार्थ पानी है तो आप यहाँ पर केरोसिन स्लग का अच्छा और विशिष्ट इंटरफ़ेस देख सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ इस रेखा चित्र में मैंने आपको पानी में मिट्टी के तेल के प्रवाह को अच्छी तरह से दिखाया है आप नीले रंग के बहुत सारे बुलबुले पानी के प्रवाह में देख सकते हैं तो ये 2 अलग क्षितिज हैं अलग प्रवाह और अच्छी तरह से फैला हुआ प्रवाह हैं अब इस चीजों के कारण 2 अलग अलग प्रकार के हैं यहाँ पर विशेषताएं हैं यहां हमने एक चैनल में बुलबुली प्रवाह का एक योजनाबद्ध वीडियो दिखाया है तो तुम यहाँ पर दो चरणों के अस्तित्व का पता लगा सकते हैं तो यह गैसीय चरण है और आसपास में तरल चरण अवस्था है इसके अलावा यदि आप वीडियो को एक बार फिर से देखते हैं तो आपको एक अलग इंटरफ़ेस मिलेगा आप देख सकते हैं कि जो आकार में बड़ा है और छोटे बुलबुले भी गुजर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह एक बहु पैमाने की घटना है साथ ही मापक निश्चित रूप से अलग हैं इस प्रकार की समस्या के लिए अलग भौतिकी है अगला हम दो चरण प्रवाह के विभिन्न डोमेन पर आते हैं इसलिए हम यहाँ गैस तरल और ठोस पर एकल चरण कर रहे हैं इसलिए यदि आपके साथ ऐसी घटनाएँ हो रही हैं जहाँ गैस और तरल एक साथ आते हैं तो गैस तरल दो चरण प्रवाह है गैस और ठोस एक साथ आते हैं हम गैस ठोस दो चरण प्रवाह कर रहे हैं तथा एक साथ अगर ठोस और तरल आते हैं तब हमारे पास ठोस तरल दो चरण प्रवाह होगा वास्तविक जीवन और उद्योग में कुछ ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां सभी 3 चरण एक साथ आते हैं और इसे हम तीन चरण प्रवाह कहते हैं मैं आपको यहाँ पर कुछ उदाहरण देता हूँ यह एक और समय है जब मैं उस वीडियो को चला रहा हूं जहां आप पता लगा सकते हैं यहाँ गैसीय और तरल पानी में सह अस्तित्व तो यह गैस तरल दो चरण प्रवाह का एक विशिष्ट उदाहरण है अगला मैं आपको एक और दिखा रहा हूँ जहाँ आप पा सकते हैं एक ठोस सतह के ऊपर तरल बूंदें स्थित है और कुछ विद्युत भरे हुए इस्तेमाल के कारण इसका आकृति और आकार बदल जाता है तो आप यह पता लगा सकते हैं कि यह तरल ठोस दो चरण प्रवाह का एक विशिष्ट उदाहरण है एक और यहाँ मैंने गैस और ठोस दिखाया है इसलिए आप कह सकते हैं कि ये अंदर आ रहे एक ठोस कण है और आप पता लगा सकते हैं कि हमारे पास गैस और ठोस के बीच संबंध हैं तो यह गैस और ठोस दो चरण प्रवाह का एक विशिष्ट उदाहरण है हमारे पास यहाँ पर तीन चरण प्रवाह के उदाहरण भी हैं जहाँ आप आसपास के क्षेत्र में ठोस तरल पानी और हवा देख सकते हैं तो यह तीन चरण प्रवाह का विशिष्ट उदाहरण हैं आइए अब देखते हैं कि गर्मी हस्तांतरण के आधार पर दो चरण प्रवाह को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है अगर वहाँ कोई गर्मी हस्तांतरण नहीं है तो आप एडियाबेटिक स्थितियों का पता लगा लेंगे इसलिए पाइप के अंदर कोई चरण परिवर्तन नहीं होगा लेकिन अगर आप चरण परिवर्तन कर रहे हैं या गर्मी हस्तांतरण दे रहे हैं तो आपके पास 3 अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं उबलना या कंडेनसेशन पिघलना और जमाना और अंत में सब्लिमेशन और डेपोज़िशन तो उबाल और कंडेनसेशन जुड़ा हुआ है गैस तरल प्रवृत्ति के साथ पिघलना और जमना ठोस और तरल व्यवस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ है और अंत में सब्लिमेशन या डेपोज़िशन गैस और ठोस प्रवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ मैंने इन सभी 3 प्रवृत्ति में से कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का उल्लेख किया है उबलना और कंडेनसेशन पिघलने और जमना और अंत सब्लिमेशन और डेपोज़िशन अब हम देखेंगे कि दो चरण प्रवाह क्षितिज अब कैसे बदल रहा है इसलिए अगर हम प्रवाह की बात करें तो यह हमेशा मनमें आता है कि दोनों चरण एक साथ बहेंगे तो यहाँ मैंने 1 वीडियो दिखाया है आप देख सकते हैं कि मिट्टी का तेल बाएं से दाएं बह रहा है और पानी भी बाएं से दाएं बह रहा है तो हम इन दोनों के बीच अच्छी तरह से परिभाषित इंटरफ़ेस कर रहे हैं तो यह वास्तव में हम दो चरण प्रवाह कह सकते हैं लेकिन आप कुछ उदाहरणों का पता लगा सकते हैं जहां प्राथमिक चरण की प्रमुख गति ना केवल टकराने से लागू होता है द्वितीय चरण में इस तरह की गति को प्राथमिक चरण में उत्पन्न किया जाता हैऐसी स्थिति में भी दो चरण प्रवाह के क्षितिज के अंदर ले जा रही है तो यह केवल प्रवाह के बारे में ही नहीं है यदि प्रवाह द्वितीय चरण द्वारा उत्पन्न दो चरण प्रवाह क्षितिज के अंदर समस्या से निपट सकता हैं बिना अनुप्रयोगों या आप दैनिक जीवन के उदाहरण जाने बिना हम किसी भी विषय का अध्ययन नहीं कर सकते हैं तो यहाँ मैंने क्या किया है मैं आपको दो चरण प्रवाह के अनुप्रयोगों के बारे में कुछ विचार दिए हैं तो आप दो चरण प्रवाह की प्रकृति में की विभिन्न घटनाएं देखिए शुरू करते हैं वाटर वेव गैस लिक्विड तथा पत्तियों पर ओस दो चरण प्रवाह है तो यह एक बार फिर से गैस तरल दो चरण प्रवाह है यहाँ आप थूकने वाले कोबरा का पता लगा सकते हैं एक कोबरा थूक रहा है इसलिए यह वास्तव में एक बार फिर गैस लिक्विड दो चरण प्रवाह गीजर वाटर फॉल है इसलिए झरने के गीजर का बहाव इसका मतलब है कि हम तरल सतह में गर्म बुलबुले उड़ा रहे हैं बहुत सारी बूंदें उत्पन्न हो रही हैं दैनिक जीवन की बारिश हम उन सभी को देख सकते हैं जो गैस तरल दो चरण प्रवाह के उदाहरण हैं हमारे रसोई के सिंक में दैनिक जीवन में होने वाली विभिन्न घटनाओं से हम बहुत सारे बुलबुले का पता लगा सकते हैं जो कि रसोई के सिंक में फंस जाते हैं जब आप एक बोतल खाली कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पर गैस तरल दो चरण प्रवाह का पता लगा सकते है जब आप अपने बगीचे में छिड़काव करते हैं यह भी गैस तरल दो चरण प्रवाह का एक उदाहरण हैं यदि आप अपनी चीनी या दूध के साथ अपनी चाय मिला रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे बुलबुले यहां पर फंसे हैं तो यह दो चरण प्रवाह का एक उदाहरण है साथ ही हम एक और उदाहरण कर रहे हैं जहां आप यह जान सकते हैं कि आप एक गिलास में पानी डाल रहे हैं बहुत सारे बुलबुले पानी में फस जाना भी दो चरण प्रवाह का उदाहरण है हमारे दैनिक में कुछ अन्य उदाहरण जैसे टॉयलेट सिंक जब भी आप साबुन के झाग में नहा रहे होते हैं जब आप मठ्ठा पी रहे होते हैं तो जब आपके मठ्ठा के मिश्रण में उभार देते हैं तो वहां दो चरण प्रवाह उत्पन्न हो रहे हैं बहुत सारे बुलबुले शावर एक्वेरियम पंप में उत्पन्न हो रहे हैं बहुत उत्तम दर्जे की चीजें देख रहे हैं हम कुछ ताज़ा पेय भी ले सकते हैं जहां ड्रिंक के शीर्ष पर आप फोम पा सकते हैं और नीचे आप बहुत सारे बुलबुले पाते हैं तो इसलिए यह दो चरण प्रवाह का एक और उदाहरण है शेविंग फोम में भी जो एक बार फिर दो चरण प्रवाह का विशिष्ट उदाहरण है कुछ अन्य उदाहरण हम यहां देख सकते हैं इसलिए जब भी आप अलग अलग खेल गतिविधियाँ में तैराकी कर रहे हों वाटर पोलो पवन सर्फिंग पानी के नीचे तैराकी और राफ्टिंग यह सभी गैस तरल दो चरण प्रवाह के उदाहरण हैं और आइस स्केटिंग के मामले में आप बर्फ के गुच्छे के रूप में ठोस पदार्थ चित्र में आ रहे हैं और हवा के मामले में यह वास्तव में ठोस गैस दो चरण प्रवाह है अगले कुछ अन्य उदाहरण दो चरण प्रवाह कि जब कभी आपकी कार पानी बिखेर रही है तब आप पता लगा सकते हैं की बहुत सारी बूंदें उत्पन्न हो रही हैं जबकि हेलीकॉप्टर लैंडिंग कर रहा है तो आप पता लगा सकते हैं कि यहां बहुत सारे गैस ठोस प्रवाह पाया गया हैं मकडि का जाला यह एक बार फिर ठोस तरल दो चरण प्रवाह है ठोस मकडि के जाले पर बहुत सारी बूंदें पा सकते हैं अस्पताल में टपकने के मामले में हम टपकाव के लिए जाते हैं ताकि आप पता लगा सकें कि इसकी अच्छी छोटी बूंदें बन रही है यहां जो कि एक बार फिर से यह दो चरण प्रवाह बना रही है रेत तूफान प्राकृतिक घटना गैस ठोस दो चरण प्रवाह होते हैं यदि आप फव्वारे के लिए जाते हैं यह जिनेवा में एक प्रसिद्ध फव्वारा है इसलिए हम पता लगा सकते हैं कि एक बार फिर दो चरण प्रवाह के रूप में बहुत सारी बूंदें एक धुंध के रूप में बनाई जा रही हैं बहुत सारे अच्छे आंकड़े हमने कैपुचिनो के मामले में देखे हैं तो आप यहां यह भी पता कर सकते हैं कि हमारे पास तरल के दो चरण प्रवाह का विशिष्ट उदाहरण हैं औद्योगिक अनुप्रयोगों के कुछ उदाहरण यहां दिए गए हैं क्योंकि औद्योगिक अनुप्रयोग के बिना हमें ऐसा नहीं लगता कि यह विषय दिलचस्प बन रहा है इसलिए वायवीय कोवे के मामले में औद्योगिक अनुप्रयोगों के कुछ उदाहरण है तो आपको पता चल जाएगा कि गैस ठोस दो चरण प्रवाह यहाँ पर है चक्रवात विभाजक के मामले में एक बार फिर आपको पता चलेगा कि चक्रवात विभाजक का उपयोग करके हम ठोस को गैस से अलग कर सकते हैं तो यह एक बार फिर गैस ठोस दो चरण प्रवाह का उदाहरण है एयरलिफ्ट पम्प और गीजर पम्प को लागू करके तरल को गैस के द्वारा पम्प करते हैं तो यहाँ बुलबुले का उपयोग कर हम तरल पम्प करते हैं और यहां टेलर बबल या स्लग बबल का उपयोग करके हमने तरल को पम्प किया है निम्न स्थिति से लेकर उच्चतर स्थिति तक तो ये गैस तरल दो चरण प्रवाह के विशिष्ट उदाहरण हैं हमारी कार में हम निश्चित रूप से ईंधन इंजेक्टर देख सकते हैं जो तरल ईंधन को एटोमाइज करके बूंदों में बदल रहा है और यह गैस तरल दो चरण प्रवाह का विशिष्ट उदाहरण है मशीनिंग में पानी जेट मशीनिंग आप देख सकते हैं एक तेज़ गति वाला पानी का जेट जो वास्तव में धातु की चादर को काट रहा है इसलिए यह एक बार फिर से गैस तरल दो चरण प्रवाह का विशिष्ट उदाहरण है यहाँ हमने घोल यातायात पाइपलाइन का उदाहरण दिया है इसलिए आप यहां यह भी पता कर सकते हैं कि हम ठोस तरल दो चरण प्रवाह में साथ साथ मौजूद है यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरण हैं इसलिए ये उदाहरण चरण परिवर्तन से जुड़े हैं इसलिए आप देख सकते है बॉयलर ट्यूब में कैसे तरल को गैस में बदला जा रहा है हम कंडेनसर में भी इसी तरह का उदाहरण दे रहे हैं जहाँ गैस तरल में परिवर्तित हो रही है ताकि आप हमारे पावर प्लांट में इन चीजों का पता लगा सकें यहाँ मैंने आपको तेल की खोज के बारे में बताया है आप तेल की खोज की प्लांट में बहुत से तरल दो चरण प्रवाह का पता लगाएंगे जो कि एक बार फिर से औद्योगिक दो चरण प्रवाह का उदाहरण है फॉलिंग फिल्म बाष्पीकरणकर्ता कूलिंग टॉवर ये भी पावर प्लांट के हिस्से हैं लेकिन हर जगह हमें दो चरण प्रवाह के उदाहरण देखने को मिले हैं बाष्पीकरणीय हीट एक्सचेंजर यह हीट एक्सचेंजर का विशिष्ट उदाहरण भी है जहां गर्मी का उपयोग करते हुए चरण परिवर्तन होता है और हम दो चरण प्रवाह कर रहे हैं आगे हम समझने की कोशिश करते हैं दो चरण प्रवाह के विभिन्न संकेत क्या हैं इसलिए पहले मैं आपको यह आंकड़ा दिखाऊंगा आप यह पता लगा सकते हैं कि यह वास्तव में एक ट्यूब का क्रॉस सेक्शन है और यहाँ इस तरल रंग के साथ एक नीला रंग जो हमने आपको एक चरण में दिखाया है और इस सफेद रंग के साथ दूसरा चरण दिखाया है आइए हम इस बात पर विचार करें कि यह नीले रंग की वस्तु तरल है और यह सफेद रंग का तरल पदार्थ वास्तव में गैस है इसलिए तरल पदार्थ f द्वारा नोट किया जा रहा है और गैस g द्वारा नोट किया जा रहा है तो क्षेत्र यदि आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा तरल से भरा हुआ है हम उसे Af बुलाते है और क्षेत्र जो गैस से भरा हुआ है उसे Ag बुलाते है इसलिए क्षेत्र औसत से हम नीचे लिख सकते हैं Af जोड़ Ag A के बराबर होगा ठीक है तो इस आंकड़े से आप इस संबंध पता कर सकते हैं कि यह वैद्य है A Af जोड़ Ag के बराबर होगा अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि विभिन्न संकेत चिन्ह के आधार पर हम दो चरण प्रवाह में उपयोग करेंगे पहले हम वॉइड अंश के लिए जा रहे हैं जो हम आमतौर पर अल्फा को वॉइड अंश के रूप में लिखते हैं वॉइड अंश अल्फा की परिभाषा है क्षेत्र गैस द्वारा अधिकृत किया गया से क्षेत्र पाइप लाइन द्वारा अधिकृत किया गया तो आप देखते हैं कि पूरी पाइप लाइन का क्षेत्र A है और गैस इतने क्षेत्र को अधिकृत कर रहा है इसलिए Ag और A के बीच का अनुपात वॉइड अंश कहलाता है तो जाहिर है इस संबंध के साथ साथ हम पता लगा सकते हैं 1 माइनस अल्फा Af A होगा ठीक है इसलिए यदि आप इन 2 को जोड़ते हैं तो आपको यह समीकरण एक बार फिर से सही मिलेगा तो वॉइड अंश के बाद दो चरण प्रवाह के मामले में बहुत महत्वपूर्ण मापदंड है आइए देखें द्रव्यमान प्रवाह दर क्या है इसलिए हम अगली टर्म को बड़े पैमाने पर द्रव्यमान प्रवाह दर के रूप में रख रहे हैं जो आमतौर पर हम दो चरण प्रवाह में द्रव्यमान प्रवाह दर W के रूप में लिखते हैं इसलिए Wg गैसीय द्रव्यमान प्रवाह दर के लिए है और Wf तरल द्रव्यमान प्रवाह दर के लिए है अब जैसा कि हम जानते हैं कि निरंतरता समीकरण द्रव यांत्रिकी से मान्य है जिसे हम जानते हैं कुल द्रव्यमान प्रवाह दर W Wr जोड़ Wg के बराबर है अब अगर हम लिखने की कोशिश करें व्यक्तिगत रूप से यह द्रव्यमान प्रवाह दर इसलिए हम निरंतरता से एक बार फिर Wg लिख सकते हैं गैसीय द्रव्यमान प्रवाह दर ρg ug और Ag के बराबर है तो ug और Ag गैसीय मात्रा प्रवाह दर है गुणा ρg जो गैस द्रव्यमान दर है इसी तरह हम तरल के लिए लिख सकते हैं Wf बराबर हैρf गुणा uf गुणा Af ठीक है इसलिए द्रव्यमान प्रवाह दर के बाद हमें यह देखने का प्रयास करेंगे कि आयतन प्रवाह दर क्या है आयतन प्रवाह दर आमतौर पर हम Q के लिए जाते हैं इसलिए हम Qg और Qf लिखते हैं तो हम देखते हैं आयतन प्रवाह दर क्या होता है तो Qg हम स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं कि ug गुणा Ag यहाँ घनत्व आपके द्रव्यमान प्रवाह दर की तरह तस्वीर में नहीं आ रहा होगा तो Qg हम लिख सकते हैं मात्रा फ्लक्स वास्तव में ug गुणा Ag है अब अगर आप इन 2 समीकरणों को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको मिलेगा ug गुणा Ag यहाँ Wg Ag लिखा जा सकता है तो आप लिख सकते हैं Qg Wg ρgके बराबर होगा इसी तरह के एक फैशन में हम लिख सकते हैं कि Qf बराबर uf गुणा Af आयतन प्रवाह दर तरल के लिए हम लिख सकते हैं uf गुणा Af बराबर Wf ρf है तो आप Qf पा सकते हैं Wf ρf हम कुल प्रवाह दर के बराबर इस 2 Q को जोड़कर लिख सकते हैं मात्रात्मक प्रवाह दर Qf प्लस Qg होगा अब देखेंगे फ्लक्स कैसे बाहर आता है पहले हम द्रव्यमान फ्लक्स की बात करेंगे कभी कभी हम इस द्रव्यमान वेग भी कहते हैं हम इसे G के रूप में निरूपित करते हैं G वास्तव में दोनों चरणों सहित कुल द्रव्यमान वेग के लिए है हम लिख सकते हैं G बराबर W बटा A Gg तो गैसीय अवस्था के लिए है द्रव्यमान का वेग Wg A होता है इसलिए जब भी Wg बटा A होगा वह द्रव्यमान प्रवाह दर हैं इसी तरह हम तरल प्रवाह दर Wf बटा A जो Gf के बराबर होगा तो इन 2 को जोड़कर आप लिख सकते हैं कुल द्रव्यमान वेग G वास्तव में Gg प्लस Gf होगा ठीक है अब हम कोशिश करते हैं मात्रा फ्लक्स निकालने की मात्रा फ्लक्स हम लिख रहे हैं एक छोटा j तो छोटा j वास्तव में कुल मात्रा प्रवाह क्षेत्र द्वारा विभाजित है जो यह Q A है इसलिए कभी कभी हम इसे सतही वेग भी कहते हैं गैसीय चरण के लिए यदि हम jg पता लगाने की कोशिश करते हैं यह बराबर होगा Qg A के गैसीय चरण के लिए और तरल में एक संगत समकक्ष द्वारा Qf A के बराबर होगा अगर आप दोनों को जोड़ें तो ऊपर qg qf और नीचे Ag Af होगा इस 2 से और पिछली स्लाइड्स के साथ A के बराबर Af प्लस Ag और Q बराबर Q f प्लस Qg आप पता लगा सकते j बराबर jg प्लस jf ठीक है तो फ्लक्स के बाद हमें कुछ पता लगाने की कोशिश करें अधिक मात्रा जैसे बड़े पैमाने पर गुणवत्ता या x तो x पहले से ही हमारे थर्मोडायनामिक्स से हमें ज्ञात है हमें उस एक को पुन प्रस्तुत करना है तो x गैसीय के लिए द्रव्यमान बटा संपूर्ण द्रव्यमान होगा तो यह Wg W है निश्चित रूप से 1 माइनस x होगा W Wf और हम थर्मोडायनामिक्स से जानते हैं उस x को 1 माइनस if के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ i तापीय धारिता ifg है इसी तरह हम मात्रा गुण के लिए जा सकते हैं तो यह द्रव्यमान गुणवत्ता है आगे हम परिभाषित करने जा रहे हैं मात्रा गुण आमतौर पर हम मात्रा गुण को बीटा के रूप में लिखते हैं तो बीटा वास्तव में Qg Q होगा तो अगर यह वास्तव में गैसीय चरण है तो मात्रा प्रवाह बटा कुल प्रवाह इन दोनों के बीच अनुपात मात्रा गुण बीटा कहा जाता है इसी तरह 1 माइनस बीटा हो सकता है qf बटा q के रूप में लिखा गया है अब चूंकि यह दो चरण प्रवाह है तो सापेक्ष वेग नाम की कोई चीज होगी सापेक्ष वेग का अर्थ गैसीय चरण और तरल चरण के बीच का वेग है इसलिए हमने यहां क्या किया है हमने सापेक्ष वेग को ugf के रूप में परिभाषित किया है तो ugf निश्चित रूप से यह ug गैसीय चरण वेग माइनस uf घटाव होगा एक साथ हम ufg लिख सकते हैं जो कि uf माइनस ug के ठीक विपरीत है ठीक है तो आप पा सकते हैं ugf माइनस ufg के बराबर है क्योंकि ये भाव वास्तव में एक दूसरे के विपरीत होते हैं अब इस सापेक्ष वेग के बाद हमें यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वेग क्या है तो क्या वास्तव में 1 चरण ड्रिफ्ट है यह समग्र चरण वेग से कितना पिछड़ रहा है इसलिए कि वास्तव में बहाव पहले ही हमने समग्र चरण वेग देखा है जिसे हम लिख सकते हैं सतही वेग देखा गया जिसे हम j के रूप में लिख सकते हैं इतना अलग अलग चरण कि हमारी कितनी कमी है उनके वेग और सतही वेग के घटाव से पता लगा सकते हैं तो आप देखिये uf माइनस j वेग है जिसके द्वारा तरल चरण अतिप्रवाह से पिछड़ रहा है तो आप इसे लिख सकते हैं तरल ufj के लिए ड्रिफ्ट वेग uf माइनस j के बराबर है उसी तरह से हम गैस के लिए लिख सकते हैं तो ugj गैस के बराबर ug माइनस j के बराबर है वास्तव में समग्र प्रवाह से बहती है आगे हम ड्रिफ्ट फ्लक्स नामक एक और शब्द को परिभाषित करते हैं तो ड्रिफ्ट फ्लक्स आपको किसी प्रकार का विचार दे रहा है कि वास्तव में पहले गैस से कितना तरल बह रहा है जब भी हमने ड्रिफ्ट वेग का वर्णन किया है तो वह है कि समग्र वेग से यह कितना ड्रिफ्ट कर रहा था तो यहाँ समग्र सतही वेग से हम यह पता लगा रहे हैं कि तरल गैस के वेग से कितना ड्रिफ्ट कर रहा तो हम आपको परिभाषित करेंगे jgf अल्फा के बराबर है ug माइनस uj इसलिए ug माइनस j यह ujg था तो मैं लिख सकता हूं jgf अल्फा गुणा ugj के बराबर है ठीक उसी तरह से इस jfg के विपरीत संस्करण को 1 माइनस अल्फा के रूप में uf माइनस j में पहले से ही लिखा जा सकता है देखा है uf माइनस j ufj के बराबर है तो हम 1 माइनस अल्फा गुणा ufj लिख सकते हैं jfg के बराबर है इसके बाद यहां आइए हम दो चरण प्रवाह के लिए कुछ उपयोगी संबंध देखें तो पहले हमें तरल वेग uf का पता लगाने का प्रयास करेंगे तो uf निरंतरता समीकरण से लिख सकते हैं द्रव्यमान प्रवाह दर बटा घनत्व गुणा क्षेत्रफल के अलावा और कुछ नहीं है तो यहाँ हमारे पास है ρfAf बराबर Wf को लिखा गया है यहाँ आप Wf गुणा ρf गुणा Af यह भी हो सकता है Wf बटा ρf के रूप में लिखा गया वास्तव में Qf है तो हम लिख सकते हैं कि uf बराबर Qf बटा Af ठीक है दूसरी ओर आप पहले ही देख चुके हैं कि हमने पिछली स्लाइड में दिखाया है कि jgf α गुणा ugj तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं Af और Qf हम इसे लिख सकते हैं आइए हम यह देखने की कोशिश करें कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं तो पहले हमें देखते हैं कि वास्तव में uf कैसे लिख सकते हैं हम यह लिख सकते हैं Wf बटा ρf गुणा Af ठीक है तो यहां आप देखिए हम इसे एक के रूप में W गुणा 1 माइनस x में लिख सकते हैं और फिर Af के स्थान पर ρf को हम A गुणा 1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं ठीक है इन 2 परिभाषाओं को हम पहले ही दिखा चुके हैं कि Wf W गुणा 1 माइनस x होगा इसी तरह Af होगा A गुणा 1 माइनस अल्फा होगा अब यहाँ आप W बटा A करते हैं हम G को लिख सकते हैं जो पहले से ही हमारे पास दिखाया गया है तो यह G गुणा 1 माइनस एक्स गुणा ρf गुणा 1 माइनस अल्फा ठीक है जो मैंने आपको अभी दिखाया G गुणा 1 माइनस एक्स बटा 1 माइनस अल्फा गुणा rhof ठीक है एक समान फैशन में प्रतिपक्ष भी साबित हो सकता है तो ug वास्तव में wg ρg गुणा Ag होगा तो आप लिख सकते हैं कि यह एक x गुणा w है तो Wg मैं w गुणा x ρg और Ag को मैं लिख रहा हूं अल्फा गुणा A यह वास्तव में Gx बटा अल्फा गुणा rhog है तो दूसरा समीकरण जो मैंने आपको यहाँ दिखाया है वह है ug बराबर Gx बटा अल्फा गुणा ρg है अब यदि आप इस 2 समीकरण से uf और ug के बीच का अनुपात बनाते हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि G और G आपस में रद्द हो जाएंगे और अंत में ये समीकरण आपको x बटा 1 माइनस x ρf बटा ρg गुणा 1 माइनस अल्फ़ा बटा अल्फ़ा प्राप्त होगा तो अगली बार हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि अल्फा और बीटा के संदर्भ में jg को कैसे लिखा जा सकता है तो चलिए आगे देखते हैं jg को अल्फा और बीटा के संदर्भ में कैसे लिखा जा सकता है हम jg से शुरू करेंगे जो हम अल्फा गुणा ug के रूप में लिख सकते हैं तो यहाँ कैसे अल्फा आ रहा है अल्फा कुछ नहीं ug गुणा Ag A है तो यहाँ पर आप देखते हैं की ug गुणा Ag लिखा जा सकता Qg A जो आपके jg की परिभाषा है एक समान में हम jf से जुड़ी शब्दावली का प्रमाण दे सकते हैं तो jf बराबर uf गुणा 1 माइनस अल्फा है तो तुम पता कर सकते हो uf गुणा 1 माइनस अल्फा के रूप में एक लिखा जा सकता है Af A जो कि Qf A कुछ नहीं jf की परिभाषा है तो इन सभी को साबित करने के बाद हम यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण संबंध को देखने की कोशिश करते हैं आप देख सकते हैं jfg बराबर होगा अल्फा गुणा jf 1 α गुणा jg हमें यह साबित करने की कोशिश करते हैं इसलिए हम इस समीकरण से शुरू करेंगे jfg बराबर होगा 1 माइनस अल्फा गुणा uf माइनस j तो jfg बराबर होगा गुणा 1 α इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 माइनस α गुणा uf और फिर 1 अल्फा गुणा j को jg प्लस jf के रूप में लिखा जा सकता है है तो 1 अल्फा गुणा uf जो कि अल्फा गुणा jf होगा तो यह मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर तो आखिरकार आपको jg प्लस jf माइनस 1 अल्फा मिल जाएगा तो आखिरकार अगर आप कई शब्दों को सामान्य लें तो आपको यह अंतिम समीकरण मिलेगा जो कि jgf बराबर jfg होगा j fg बराबर होगा jg गुणा अल्फा माइनस 1 अल्फा का गुणा jg होगा तो यहां मुझे मिलता है अल्फा गुणाjf माइनस 1 अल्फा गुणा jg कुछ इसी अंदाज में हम jgf के लिए लिख सकते हैं जो कि 1 अल्फा गुणा jg माइनस अल्फा गुणा jr होगा तो इन 2 समीकरणों में से आप यह लिख सकते हैं jgf के बराबर माइनस है दूसरी ओर यदि आप jgf को ugf के रूप में लिखते हैं तो आपको गुणांक अल्फा गुणा 1 अल्फा बन जाता है यहां से एक बार फिर साबित हो सकता है तो मैं jgf से शुरू करूंगा तो jgf आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से लिख सकते हैं jgf वास्तव में 1 अल्फा गुणा jg माइनस अल्फा गुणा jf होगा तो 1 अल्फ़ा गुणा jg माइनस अल्फा गुणा jf ठीक है तो यहाँ से अगर आप इस jg और jf को अपने ug और uf के संदर्भ में बदलने का प्रयास करते हैं तो आपको मिलेगा 1 अल्फा गुणा अल्फा गुणा ug और अल्फा गुणा 1 अल्फा गुणा uf तो आखिरकार आपको 1 अल्फ़ा गुणा अल्फ़ा गुणा ugf मिल गया ठीक है तो यह अंतिम समीकरण है हमने लिखा है यहाँ पर जो दो चरण प्रवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा इसके बाद इस व्याख्यान को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं इसलिए हमने जो किया है हमने अलग अलग अध्ययन किया है दो चरण प्रवाह के अनुप्रयोग पर औद्योगिक में संभव विन्यास पर चर्चा के साथ उदाहरण और अंत में हमने विभिन्न अधिसूचनाओं बुनियादी संबंधों और उपयोगी को दो चरण प्रवाह में यहाँ सहसंबंध संक्षेप में प्रस्तुत किया है आइए हम यह जानने की कोशिश करें कि हम किस तरह से यह व्याख्यान को देखा है तो कुछ समझ हम आपको पहले प्रश्न का परीक्षण करने की कोशिश करेंगे निम्नलिखित में से कौन दो चरण प्रवाह तैराकी एक पाइप के अंदर प्रवाह कूलिंग टॉवर और उबलना तो उत्तर पाइप के अंदर प्रवाहित होता है निश्चित रूप से यह एकल प्रवाह है एकल चरण उदाहरण सही पहचानें यहां 4 समीकरण हैं QgQ x WfW WfW और x ifg तो कौन सा सही उत्तर है उत्तर है 3 विकल्प अगला सही चुनो तीसरे प्रश्न में गलत समीकरण चुनें तो 4 समीकरणों में से uf G गुणा बटा 1 अल्फ़ा गुणा rhof uf Gx बटा अल्फा गुणा ρg uf Wfρf गुणा Af और uf अल्फा गुणा Wρf गुणा Af तो कौन सा गलत है तो चलिए देखते हैं कि b और d दोनों गलत हैं आशा है कि आपको यह व्याख्यान पसंद आया होगा कृप्या अगले व्याख्यान में मिलते हैं